नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछले व्याख्यान में हमने बफ़र के रूप में ज्ञात भेद्यता को देखा था और हमने एक विशेष मैलवेयर को हार्टब्लड मैलवेयर के रूप में जाना था और उसका मूल्यांकन किया था और यह पता लगाया था कि इसने ओपन एसएसएल कोड में भेद्यता का उपयोग किस तरह एक क्लाइंट के लिए सर्वर से जानकारी चुराने के लिए किया था इस विशेष व्याख्यान में हम एक अन्य भेद्यता पर नज़र डालेंगे जिसे प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता के रूप में जाना जाता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारूप स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग अक्सर scanf और printf जैसे फंक्शनों द्वारा किया जाता है और हम देखेंगे कि यह कैसे एक बहुत मजबूत भेद्यता का कारण बन सकता है जिसकी रक्षा करना वास्तव में बहुत मुश्किल है तो हम इस विशेष व्याख्यान में बहुत सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और इन सभी प्रोग्राम के लिए कोड इस बिटबकेट रिपॉजिटरी bitbucket repository से प्राप्त किया जा सकता है आइए हम सबसे लोकप्रिय फ़ंक्शन printf में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप स्ट्रिंग देखें तो सामान्य printf आमंत्रण कुछ इस तरह दिखेगा तो आपके पास आपका प्रारूप स्ट्रिंग यहां मौजूद होगा और इस प्रारूप स्ट्रिंग के भीतर आपके पास विभिन्न प्रारूप विनिर्देशक होंगे उदाहरण के लिए यहां निर्दिष्ट d है तो अब क्या होता है कि जब printf निष्पादित होता है तो यह इस d के लिए देखता है और इस प्रारूप विनिर्देशक से मेल खाते हुए यह संबंधित तर्क को छापता है जो इस मामले में 1911 है तो जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रारूप विनिर्देशक हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के प्रारूप जैसे पूर्णांक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स hexadecimal strings फ़्लोट्स इत्यादि को छापने की अनुमति दे सकते हैं तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं अब इन विभिन्न प्रारूपों के विवरणों के बीच एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इनमें से कुछ विनिर्देशक उस मूल्य को छापते हैं जो भेजा गया है उदाहरण के लिए जब आपके पास d है तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब होगा कि तर्क में मूल्य छापा जाता है दूसरी ओर हमारे पास अन्य विनिर्देशक हैं जैसे कि s या n जो तर्क को एक पते के रूप में मानता है यहाँ तर्कों के बीच विभिन्न प्रारूप निर्दिष्टकर्ताओं के बीच एक विशिष्ट विशेषता है उदाहरण के लिए T u और x के भेजे गए तर्क एक मूल्य के रूप में माने जाते है इसलिए उदाहरण के लिए जब आपने t निर्दिष्ट किया तो यह वह तर्क है जो सीधे छप जाता है दूसरी ओर हमारे पास पैरामीटर s की तरह है और m कथन थे जो मेमोरी पते के रूप में माने जाते है उदाहरण के लिए s में आप एक मेमोरी पते को एक संकेतक के कथन के रूप में निर्दिष्ट करते हैं और printf उस विशेष मैमोरी पते को उस विशेष संकेतक द्वारा इंगित की जाती है और उस मेमोरी पते से स्ट्रिंग छापते हैं अब printf के बारे में एक विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार के कथन हो सकते हैं उदाहरण के लिए इस विशेष printf आमंत्रण में हमारे पास 2 कथन हैं एक प्रारूप स्ट्रिंग के लिए और दूसरा कथन के लिए है इसी तरह से हम एक ही printf को 10 या 20 अलग अलग कथनों के साथ लागू कर सकते हैं तो जिस तरह से C कुछ चर कथनों के द्वारा इसे संभालता है तो printf के लिए प्रोटोटाइप कुछ इस तरह दिखता है यहां printf फ़ंक्शन है पहला पैरामीटर 3 बिंदु के बाद प्रारूप स्ट्रिंग है तो यह 3 बिंदु संकलक को इंगित करता है कि यह चर कथन है तो आइए हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि वास्तव में printf कैसे काम करता है तो हम इस छोटे से प्रोग्राम को लेते हैं जहां printf को आमंत्रित किया जाता है और आप यहाँ पर एक प्रारूप स्ट्रिंग निर्दिष्ट करते हैं और यहाँ पर 3 प्रारूप विनिर्देशक d d और s हैं जो कि a b और c के अनुरूप हैं इसलिए a और b पूर्णांक हैं जबकि c एक अक्षर सूचक और इसलिए एक स्ट्रिंग छपेगा तो जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं कि जब main फंक्शन printf का आह्वान करता है तो printf के विभिन्न मापदंडों को स्टैक के माध्यम से भेजा जाता है तो इस विशेष प्रोग्राम के लिए स्टैक कुछ इस तरह दिखाई देगा आपके पास स्टैक पर दायीं और बायीं तरफ से कथन c b और a भेजी जायेंगी और फिर आपके पास इस के प्रारूप स्ट्रिंग के लिए संकेतक होगा इसलिए हमारे पास है प्रारूप स्ट्रिंग प्रोग्राम में कुछ स्थान पर संग्रहीत करते हैं और आपके पास इस विशेष प्रारूप स्ट्रिंग के लिए संकेतक होता है जो स्टैक के माध्यम से पारित किया जाता है इसलिए ये सभी चीजें main से भर जाती हैं और फिर main को बुलाने के दौरान printf फ़ंक्शन को बुलायेगा और हमने पिछले व्याख्यानों में देखा कि वापसी पता है जो स्टैक पर धकेल दिया जाता है और फिर printf निष्पादित करना शुरू कर देता है और फिर हमारे पास अन्य मेटाडेटा है जो स्टैक पर धकेला जाता है जैसे कि पिछला फ्रेम संकेतक और इसी तरह अब हम printf के अंदरुनी भाग को देखते हैं हम printf का अत्यधिक सरलीकृत संस्करण लेंगे यह समझने के लिए कि printf वास्तव में कैसे काम करता है वास्तव में बहुत अधिक चीजें printf में होती हैं लेकिन अभी के लिए हम इसके अत्यधिक सरलीकृत संस्करण को लेंगे अगल बगल हम इस स्टैक को भी देखेंगे और कैसे printf इस स्टैक का उपयोग करने जा रहे हैं और विभिन्न मेमोरी स्थान जो इस विशेष printf के साथ शामिल हैं यहाँ Printf में महत्वपूर्ण यह कथन है va list ap जो एक तार्किक संकेतक ap के रूप में जाना जाता है को परिभाषित करता है इसलिए यह कथन संकेतक को प्रत्येक अनाम कथन का संकेत करता है जो कि printf को भेजा जाता है इसे इस विशेष फ़ंक्शन va start द्वारा आरंभिक मान दिया गया है और ap और प्रारूप को भेजा गया है इसे इस विशेष फ़ंक्शन va start के रूप में जाना जाता है द्वारा आरंभिक मान दिया गया है और कथन संकेतक को पहले तर्क को संकेत करने के लिए बनाया जाता है जो इस कथन संकेतक के मामले में a को संकेत करने के लिए printf को भेजा जाता है अगली चीज़ जो हम वास्तव में देख रहे हैं वह है यह वर्ण संकेतक p तो वर्ण संकेतक p को प्रारुप के लिए आरंभीकृत किया गया है तो इसलिए p प्राप्त होता है s p इस प्रारूप स्ट्रिंग की ओर इंगित करने वाली दक्षता है तो यहाँ क्या होता है कि for लूप की प्रत्येक पुनरावृत्ति में यह निर्धारित करने के लिए एक जांच है कि क्या p इस प्रतीक के बराबर है यदि यह इस मामले में प्रतीक इस मामले में उदाहरण के लिए बराबर नहीं है तो putchar फ़ंक्शन को बुलाया जाता है और वह विशेष वर्ण स्क्रीन पर छप जाता है दूसरी ओर यदि p का मान इस प्रतीक के बराबर है तो हम इस स्विच कथन में आते हैं अगला वर्ण चाहे वह d s f इत्यादि हो का मूल्यांकन किया जाएगा तो इस मामले में यहाँ क्या किया गया है उदाहरण के लिए हमारे पास p है जो d वर्ण की ओर संकेत करता है और इसलिए हम d d के अनुरूप इस case कथन में आते हैं फिर हम va arg के रूप में ज्ञात इस विशेष फंक्शन को लागू करते हैं और इसे ap संकेतक को भेजते हैं हम इस va arg को यह भी बताते हैं कि हम एक संख्या की उम्मीद कर रहे हैं जो पूर्णांक प्रकार का है और जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णांक पास बाई वैल्यू द्वारा भेजा गया है और इसलिए हम ival में यहाँ क्या प्राप्त करते हैं उस एक मेल खाते हुए एक है यह मूल्य है यह मूल्य a ival में संग्रहीत किया जाएगा तो ival को छापने के लिए फ़ंक्शन का आह्वान होगा इसी तरह अगले आह्वान के दौरान हमें एक अन्य और फिर एक d मिलता है और इसलिए इस केस कथन को निष्पादित किया जाएगा अब यह प्रत्येक वर्ण के लिए प्रारूप स्ट्रिंग पर जाता है अंत में हमें यह s मामला मिलता है और यहां चीजें निश्चित रूप से थोड़ी अधिक काम करती हैं तो हम क्या करते हैं हम इस स्थान c की सामग्री को प्राप्त करने के लिए चर कथन का उपयोग करते हैं और यह सामग्री निश्चित रूप से स्ट्रिंग का सूचक है यह c है और sval को इस विशेष स्ट्रिंग को इंगित करने के लिए आरंभिक मान दिया तो हम इस स्ट्रिंग से गुजरते हैं और स्ट्रिंग से वर्णों को तब तक छापना जारी रखते हैं जब तक हम नल समाप्ति वर्ण प्राप्त नहीं करते हैं और फिर हम इस से अलग हो जाते हैं तो इस तरह printf अंदरूनी रूप से कार्य करता है अब printf के साथ बहुत सारी कमजोरियाँ शामिल हैं इसलिए उनमें से अधिकांश अपर्याप्त कथनों के कारण हैं जो printf को भेजे जाते हैं तो हम इस विशेष फ़ंक्शन को देखते हैं जहाँ हम arg प्रारूप स्ट्रिंग में 3 प्रारूप विनिर्देशक निर्दिष्ट करते हैं लेकिन वर्तमान में दिए गए कथनों की संख्या केवल 2 है इसलिए इसे आम तौर पर संकलन के दौरान या किसी अन्य प्रक्रिया के कारण संकलक द्वारा नहीं पहचाना जाएगा और printf में यह फ़ंक्शन 2 इस समस्या का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा इसलिए आमतौर पर इस तरह के मुद्दों को संकलक या फ़ंक्शन द्वारा स्वयं चिह्नित नहीं किया जाएगा Printf के संबंध में सबसे सामान्य कमजोरियों में से एक यह है कि printf के लिए एक अपर्याप्त कथन भेजे जाते है यहां इस विशेष विवरण में उदाहरण के लिए प्रारूप स्ट्रिंग 3 प्रारूप निर्दिष्ट करता है जैसा कि यहां देखा गया है हालांकि हमारे पास केवल 2 कथन हैं इसलिए हम क्या करते हैं जब इस प्रोग्राम को निष्पादित करें तब printf का प्रारूप विनिर्देशक प्रत्येक से मेल खाते हुए हो यह चर कथनों को ap संकेतक के द्वारा स्टैक पर देखेगा और संबंधित मूल्य छापेगा तो उदाहरण के लिए पहला d a के अनुरूप मान को छापेगा दूसरा d b के अनुरूप मान को छापेगा और तीसरा d क्योंकि यहाँ कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है तो इस विशेष स्थान के स्टैक में जो कुछ भी मौजूद है छापेगा ध्यान दें कि यह बग संकलक द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है पहले ध्यान दें कि यदि किसी संकलक को छापने के लिए इस तरह के अपर्याप्त कथनों का पता लगाना है तो उसे printf के आंतरिक विवरणों को जानना होगा इसलिए यह संकलक को एक विशिष्ट लाइब्रेरी पर निर्भर करेगा दूसरा पहलू यह है कि ये प्रारूप स्ट्रिंग रनटाइम पर बनाए जा सकते हैं और इसलिए संकलक किसी भी भेद्यता या त्रुटियों का पता लगाने या गतिशील रूप से बनाए गए प्रारूप स्ट्रिंग की खोज करने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए इस विशेष भेद्यता को printf द्वारा भी नहीं पहचाना जा सकता है इसका कारण यह है कि printf इसके वर्तमान कार्यान्वयन में स्टैक से कथनों को जैसा कि प्रारूप के विवरणों के आधार पर दिखता है उठा लेता है यह पता नहीं लगा सकता है कि स्टैक को भेजा गया कथन वास्तव में एक वैध कथन है या एक अमान्य कथन है आगे printf 2 इस असंगतता का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा इसका कारण यह है कि printf जब भी यह एक प्रारूप विनिर्देशक देखता है तब स्टैक से केवल कथन निकालता है तो यह पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि स्टैक की सामग्री वास्तव में एक वैध कथन है या कुछ यादृछिक डेटा जो इस विशेष भेद्यता के लिए स्टैक पर मौजूद है हालांकि यह बहुत तुच्छ लगता है कि संकलक के साथ साथ printf कथन द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम वास्तव में इस तरह की भेद्यता से पीड़ित हो सकते हैं अब एक उदाहरण देखते हैं कि हम प्रोग्राम को क्रैश करने के लिए इस भेद्यता का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम इस प्रारूप स्ट्रिंग को केवल s के साथ और बिना किसी अन्य कथन के साथ printf का आह्वान करते हैं तो स्टैक कुछ इस तरह दिखाई देगा इस तरह हमारे पास प्रारूप स्ट्रिंग के लिए संकेतक होता है जो सभी s वाले स्ट्रिंग की ओर इशारा करता है और उसके बाद हमारे पास स्टैक पर मौजूद कुछ यादृच्छिक डेटा होता है जो मेमोरी जगह में किसी भी स्थान को इंगित कर सकता है जब printf प्रत्येक प्रारूप विनिर्देशक के लिए निष्पादित होता है जो स्ट्रिंग में मौजूद है वह इस स्टैक से मान लेगा और स्टैक में उपलब्ध जानकारी द्वारा बताये गये मेमोरी स्थान की जानकारी को छापने की कोशिश करेगा इसकी अधिक संभावना है कि printf इसके कारण कुछ वैध पते तक इस यादृछिक स्थान के कारण पहुंचने का प्रयास करेगा जिसे वह परिणामस्वरूप पढ़ने की कोशिश कर रहा है इसकी सबसे अधिक संभावना है कि विशेष प्रोग्राम जिसमें printf इस तरह से शामिल किया गया है जब यह printf निष्पादित होता है तो क्रैश हो जाएगा अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जहां हम वास्तव में स्टैक की सामग्री को छापते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमारे पास इस तरह का printf है जो 4 x है और जैसा कि आप जानते हैं x इसके तर्क के हेक्साडेसिमल मूल्य को प्रिंट करता है अब यहां भेद्यता यह है कि हम 4 प्रारूप निर्दिष्टकर्ताओं के साथ printf को आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन कोई कथन नहीं है तो स्ट्रिंग स्टैक हम कहते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई देगा परिणाम इस विशेष printf का होगा जैसा यहाँ पर दिखाया गया है जो अनिवार्य रूप से स्टैक की जानकारी को छापेगा तो अब हम जटिलता को थोड़ा और बढ़ाते हैं आइए देखते हैं कि क्या printf भेद्यता का उपयोग करके किसी भी यादृछिक मेमोरी स्थान को प्रोग्राम से छापना संभव है हम इस विशेष प्रोग्राम का उदाहरण लेते हैं हमारे यहां एक वैश्विक डेटा है जिसे ऐरे के रूप में परिभाषित किया गया है और इस संदेश को प्रारंभिक मान दिया गया है यह एक शीर्ष गुप्त संदेश है अब हम आशा करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में जो करना चाहते हैं क्या वह इस शीर्ष गुप्त संदेश को छापने के लिए इस printf आह्वान में भेद्यता का उपयोग करने में सक्षम है तो हम यहाँ पर printf को जो भेजते है यह स्थानीय ऐरे user string है और user string को कुछ वास्तविक परिस्थित में इस strcpy कथन में यहाँ पर आरम्भ मान दिया गया है यह user string शायद उपयोगकर्ता से ली जा सकती है इसे नेटवर्क के माध्यम से पैकेट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और इसी तरह तो इस उदाहरण में हालांकि हम strcpy का उपयोग करके user string को आरंभिक मान देते है और हम user string इस प्रारूप स्ट्रिंग के साथ आरम्भ करते है अब पहले 4 स्थानों पर ध्यान दें तो छोटे भारतीय संकेतन में उसमें C0 96 04 08 शामिल है जो Intel प्रोसेसर इन 4 बाइट्स का उपयोग करता है उसे 08 04 96 C0 के रूप में समझा जाएगा तो 08 04 96 और C0 निश्चित रूप से इस विशेष स्ट्रिंग के लिए संबोधित किया गया है ध्यान दें कि इस पते को निर्दिष्ट करने के बाद और हमारे पास कुछ xs और फिर एक s है इस विशेष प्रोग्राम को चलाने के लिए हम इसे m32 print2c के साथ संकलित करते हैं और जब हम इसे चलाते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि शीर्ष गुप्त संदेश स्क्रीन पर छप जाता है तो यह शीर्ष गुप्त संदेश अनिवार्य रूप से 08 04 96 C0 में मौजूद है और जो निश्चित रूप से s होता है तो आइए देखें कि जब इस प्रोग्राम में printf निष्पादित हो रहा है तो क्या होता है तो हमें यहाँ पर स्टैक देखने की ज़रूरत है जब printf निष्पादित होता है इस स्टैक में ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि user string जो मेरे लिए स्थानीय है स्टैक पर परिभाषित किया गया है यह निम्नानुसार है कि user string नारंगी भाग मौजूद है तो हम देखते हैं कि strcpy फ़ंक्शन के दौरान हमने user string को 08 04 96 C0 का आरंभिक मान दिया है निश्चित रूप से इस शीर्ष गुप्त संदेश का पता कुछ xs और उसके बाद s का अनुसरण करता है अब हम पता करेंगे कि printf कैसे निष्पादित होता है और स्टैक के बाहर विभिन्न कथन कैसे पढ़े जाते हैं इसलिए हम संकेतक p का उपयोग करेंगे जो निश्चित रूप से प्रारूप स्ट्रिंग के लिए संकेतक है यह रेफरल printf कार्यान्वयन के संबंध में है जिसे आपने कुछ स्लाइड्स में पहले देखा है और हम ap का उपयोग करते हैं जो कि कथन संकेतक है तो जब printf user string के साथ निष्पादित करना शुरू करता है तो कथन के रूप में पहली बात जो p की ओर इशारा करती है वह यह संख्या 080996C0 है जो हमारे टर्मिनल पर छपी है स्लाइड समय देखें 1755 अगली चीज़ x है जो p प्राप्त करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जब यह x प्राप्त करता है तो यह स्टैक से जानकारी को पढ़ने के लिए कथन संकेतक का उपयोग करेगा तो इस मामले में यह 8048566 है इसलिए यह मान स्क्रीन पर छप जाता है तब p के मान में वृद्धि होती और फिर इस ap और इस तरह आपके पास अन्य x है स्टैक कि अगली जानकारी जो आउटपुट में 1a छापाता है और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टैक की सामग्री आउटपुट टर्मिनल पर छप जाती है अब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे पास अंततः p s की ओर इशारा होता है अब इन xs को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जब p s की ओर इशारा कर रहा है तो हमारे पास कथन संकेतक ap 080496C0 की ओर इशारा करते हैं यह उस गुप्त संदेश का संकेतक है जिसे हम छापना चाहते हैं अब चूंकि हमारे यहाँ s है और हम जानते हैं कि एक संदर्भ को संदर्भित करता है इसलिए printf क्या करेगा यह उस विशेष स्थान पर जाएगा जो यहाँ इस स्थान पर है और इस संदेश को शुरू करके तब तक छापेगा जब तक कि यह एक स्लेस्ड 0 प्राप्त न कर ले इस प्रकार हम आउटपुट पर जो देखते हैं वह शीर्ष गुप्त संदेश छप रहा है तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं एक तरीका यह है कि x की संख्या को कम करना है जिसमें इस विशेष प्रारूप विनिर्देशक का उपयोग करना आवश्यक है जो कि Ns है तो हमारा strcpy फ़ंक्शन अब इस विशेष प्रारूप विनिर्देशक के साथ आमंत्रित होता है जिसमें सामान्य रूप से पहले 4 बाइट्स शीर्ष गुप्त संदेश के पते से मेल खाते हैं जिसके बाद 7s है तो इसका मतलब यह है कि जब printf इस विशेष प्रारूप स्ट्रिंग कथन को सेवाएं देता है तो यह सीधे स्टैक से 7 वें कथन को ले जाएगा तो इस स्थान से 7 वें कथन की शुरुआत इस पते से होती है और यह 080496C0 है जो user string से मेल खाता है और ऐसा करने से शीर्ष गुप्त संदेश स्क्रीन पर छप जाएगा Printf इससे भी अधिक कर सकता है तो उदाहरण के लिए printf का उपयोग किसी विशेष स्थान को अधिलेखित करने के लिए भी किया जा सकता है इसलिए इस उदाहरण में हम देखते हैं कि printf के साथ प्रारूप विनिर्देशक मौजूद हैं जो आपको मेमोरी में मान बदलने की अनुमति देगा यहाँ प्रयुक्त प्रारूप विनिर्देशक n है निश्चित रूप से यह n प्रारूप विनिर्देशक अब तक छपे वर्णों की संख्या लौटाएगा इसका उपयोग निम्नानुसार किया जाता है तो मान लें कि हम i को एक integer परिभाषित करते है और इस प्रारूप स्ट्रिंग का उपयोग करके printf का आह्वान होता है यहाँ पर क्या होगा कि i 5 के मूल्य से भर जाएगा तो उसी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए जो हमने पहले किया है हम वास्तव में कुछ यादृछिक मेमोरी स्थान को बदलने या संशोधित करने के लिए n का उपयोग कर सकते हैं तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ हम इस s के मुल्य को बदलना चाहते हैं जिसे हमने यहाँ परिभाषित किया है इसलिए s एक वैश्विक डेटा है इसलिए इसे 0 पर आरंभीकृत किया जाना चाहिए लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह s के मूल्य को बदलने के लिए printf के साथ भेद्यता का उपयोग करना है तो जैसा कि हमने किया है इससे पहले कि हम इस प्रारूप स्ट्रिंग को s के मेमोरी पते के साथ शुरू में दर्शाते हैं तब हमारे पास ये xs हैं उसके बाद n है तो जब printf वास्तव में इस कथन को निष्पादित करता है कि यह printf user string मेमोरी स्थान को इंगित किये गया 080496C0 द्वारा भर देगा जो निश्चित रूप से s का पता है ताकि मेमोरी स्थान बाइट्स की उस संख्या से भर जाएगा जिसे printf ने अभी छापा था तो हमने यहां देखा है हम s के मूल्य को बाइट्स की संख्या के साथ बदलने में सक्षम हैं जिसे printf ने वास्तव में अब तक छापा है अब हम चीजों को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी यादृछिक मेमोरी स्थान को किसी भी यादृछिक बाइट मान के साथ बदल सकते है जिस तरह से हम करते हैं वह एक छोटा सा परिवर्तन है जिसे हम अब कहते हैं कि हम इस user string का निर्माण strcpy का उपयोग करते हुए करते हैं जैसे हमने पहले मेमोरी पते को निर्दिष्ट किया लेकिन यहां हम एक यादृछिक संख्या जैसे 53x इसके बाद 7n निर्दिष्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि printf कुछ मूल्य के साथ s के मूल्य को भर देगा जो 53 से थोड़ा अधिक है स्लाइड समय देखें 2300 हम चीजों को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं और हम इस hn प्रारूप विनिर्देशक का उपयोग कर सकते हैं जो केवल 16 बिट्स का उपयोग करेगा तो इस तकनीक का उपयोग बड़ी संख्या में भंडारण करने के लिए किया जा सकता है तो हम यहां क्या करते हैं कि इस s का पूर्णांक मान जिसमें 4 बाइट्स शामिल हैं जो 32 बिट्स है जिसे 2 में विभाजित किया जा सकता है तो हम इसे 16 बिट्स और 16 बिट्स में विभाजित करेंगे और फिर हम पहले 16 बिट्स में भरने के लिए इस hn प्रारूप विनिर्देशक का उपयोग करेंगे उसके बाद दूसरे 16 बिट्स में तो अब हमारे पास शुरू में 2 पते हैं पहला पता 080496CC निचले 16 बिट्स को भण्डार करने के लिए s का पता है और दूसरा पता 080496CE उच्चतर 16 बिट्स को भण्डार करने के लिए s का पता है तो इस तरह से भी बहुत बड़े मान जो 2 घात 32 के रूप में बड़े हो सकते हैं या printf का उपयोग करके भरे जा सकते हैं तो इस तरह से बहुत बड़े मान 2 घात 32 या इस वैश्विक चर printf की भेद्यता के उपयोग से व्यवस्थित किए जा सकते हैं तो इन सभी प्रोग्रामों को जो हमने अभी देखा है वह बिटबकेट रिपॉजिटरी में उपलब्ध है जिसे हमें इस व्याख्यान के शुरू में दिखाना चाहिए था इसलिए मेरा सुझाव है कि आप वास्तव में कोड को देखें और इसे स्वयं चलाने का प्रयास करें और मैं यह भी चेतावनी देना चाहूंगा कि आपको कोड में कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है जिससे वास्तव में अपने सिस्टम पर चला सकें क्योंकि प्रत्येक सिस्टम में प्रोग्राम संकलित करने में थोड़ा अंतर होगा इसलिए ये प्रोग्राम जो हम यहां देखते हैं वे सीधे हर लिनेक्स सिस्टम में काम नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको कुछ कथनों को यहां वास्तव में काम करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है